पिछली कक्षा में हमने दिखाया कि कैसे हम प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके किसी प्रकाश की अज्ञात तरंगदैर्ध्य को माप सकते हैं आज हम इसी तरह के प्रयोग करेंगे लेकिन प्रयोग का उद्देश्य अलग है पिछले प्रयोग में पहले हमने विचलन बनाम तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ कर्व का पता लगाया था इसलिए इसे अंशांकन वक्र कहा जाता है और फिर किसी अज्ञात प्रकाश के लिए उस प्रकाश की किसी भी अज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए यदि हम विचलन को मापते हैं तो विचलन के संगत तरंगदैर्ध्य का पता हम उस वक्र पर लगा सकते हैं इस प्रकार उस वक्र को अंशांकन वक्र कहा जाता है अब आज हम विक्षेपण वक्र का प्रयोग करेंगे प्रिज्म के लिए विक्षेपण वक्र ठीक है प्रिज़्म में विक्षेपण क्षमता होती है अभी प्रदर्शित किये जाने वाले हमारे प्रयोग का उद्देश्य अपवर्तनांक बनाम तरंग दैर्ध्य वक्र ड्रा करना है इसलिए इसे विक्षेपण वक्र कहा जाता है अब इस विक्षेपण वक्र को खींचने के बाद प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता का निर्धारण करें फिर दूसरा काउची संबंध Cauchy's relation AB2 को सत्यापित करना और A और B के मान ज्ञात करना ये स्थिरांक हैं ये प्रिज्म के मटेरियल पर निर्भर करते हैं तीसरा dd वह विक्षेपण dd बनाम ठीक है विक्षेपण नहीं यह विक्षेपण क्षमता dd बनाम है फिर प्रिज्म की विभेदन क्षमता का निर्धारण करें प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता और विभेदन क्षमता जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी इस प्रयोग का उद्देश्य इन पैरामीटर का पता लगाना है इस प्रयोग के लिए कार्य सूत्र या सिद्धांत आप जानते हैं कि यह अपवर्तनांक sin Am2 sin के बराबर है यह संबंध है तो इसका मतलब है कि अपवर्तनांक बनाम तरंग दैर्ध्य को ड्रा करना विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए हमें पता लगाना होगा हमें अपवर्तनांक की गणना करनी होगी मुझे जानना होगा मुझे दो पैरामीटर्स को मापना होगा एक प्रिज्म का कोण है दूसरा न्यूनतम विचलन है प्रिज्म का कोण तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है इसलिए किसी भी तरंगदैर्ध्य के लिए आप प्रिज्म के कोण को माप सकते हैं और लेकिन न्यूनतम विचलन यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रत्येक ज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए हमें न्यूनतम विचलन के कोण को मापना होगा तब आप विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं यह वह प्रयोग है जो हमें करना है और उसके बाद एक वक्र बनाना है और अब वास्तव में हां मैंने यहां उल्लेख किया था यह यह तरंगदैर्ध्य का एक फलन है ठीक है क्योंकि यह विचलन न्यूनतम विचलन का एक फलन है यह विक्षेपण क्षमता यह अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता है इसलिए मूल रूप से यह है इसलिए मुझे लगता है कि मैंने लिखा था वह कॉची संबंध ठीक है यह इस संबंध के द्वारा तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है इसलिए यह कॉची का नियम Cauchy's law है जब हम उस डेटा से तरंगदैर्ध्य के एक फलन के रूप में अपवर्तनांक को जानेंगे तो हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह संबंध वैध है या नहीं बेशक यह मान्य है और आप इन स्थिरांक A और B के मान का भी पता लगा सकते हैं और फिर यहां प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता का पता लगाएं इस वक्र से हम विक्षेपण क्षमता का पता लगा सकते हैं अर्थात विक्षेपण क्षमता dd है तो लैम्ब्डा के परिवर्तन के साथ अपवर्तनांक कैसे बदलता है चूंकि यह न्यूनतम विचलन का एक फलन है लैम्ब्डा का एक फलन है कोई भी यह बता सकता है कि विक्षेपण क्षमता dd है और कोई भी प्राप्त कर सकता है कि यह विक्षेपण क्षमता ओमेगा है और क्या है आपके पास तरंगदैर्ध्य के एक फलन के रूप में अपवर्तनांक है वक्र पर दो तरंगदैर्ध्य के लिए आप दो अपवर्तनांक चुन सकते हैं ठीक है स्पष्ट रूप से दो तरंगदैर्ध्य के लिए एक है और एक है और फिर और का औसत म्यू है तो वक्र के मध्य से यदि आप इसे ढूंढ़ते हैं तो आप यह पता लगा सकते हैं विक्षेपण क्षमता की इस परिभाषा से इस तरह का यह संबंध आता है आप इस वक्र से प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता को कैसे निर्धारित कर सकते हैं इस संबंध का उपयोग करके हम आसानी से प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता का पता लगा सकते हैं अब यह विक्षेपण क्षमता चाहे यह तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र हो या यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है यदि यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है तो यह तरंगदैर्ध्य पर किस प्रकार निर्भर करती है यह विक्षेपण क्षमता तो यह यहाँ कैसे आता है मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो चाहे जैसे भी विक्षेपण क्षमता यह कैसे तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है इसलिए यह कॉची का संबंध सूत्र Cauchy's relation formula है यहाँ से अगर आप dd का पता लगाते हैं तो यह 2B3के बराबर है ठीक है तो इसका मतलब है कि विक्षेपण क्षमता लैम्ब्डा पर निर्भर करती है ठीक है यह 13 द्वारा निर्भर करता है यहाँ dd बनाम के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें यहाँ यदि आप प्लॉट करते हैं देखें आप विक्षेपण क्षमता की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता देख सकते हैं और यह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करेगा यह स्वतंत्र नहीं है जैसा कि आप कॉची के सूत्र Cauchy's formula से देख सकते हैं अब विभेदन क्षमता विभेदन क्षमता को d या द्वारा परिभाषित किया जाता है और प्रिज्म के लिए आप यह पता लगा सकता है कि प्रिज्म के लिए यह bविक्षेपण क्षमता के बराबर है 'b' का मतलब आधार की यह लंबाई प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता इस वक्र से स्वयं मिल जाएगीठीक है और प्रिज्म के आधार की लम्बाई को मापना मुश्किल नहीं है मैं सोचता हूँ कि यह लगभग 10 15 20 30 सेंटीमीटर है इसलिए यह भी हमें ज्ञात है कोई भी प्रिज्म की विभेदन क्षमता का पता लगा सकता है और विभेदन क्षमता के मान से कोई भी अनुमान लगा सकता है कि क्या यह प्रिज्म डेल लैम्ब्डा की तरंगदैर्ध्य को अलग करने में सक्षम होगा तो एक औसत तरंगदैर्ध्य के विषय में कहते हैं 1और 2 इसलिए 1 2 है अब 1और 2 क्या यह प्रिज्म इनको विभेद कर सकता है या नहीं तो हम इसका पता लगा सकते हैं लेते हैं कि यह 122औसत है और अगर यह ज्ञात है और यह भाग यहां से पता चलता है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं इसका मतलब तरंगदैर्ध्य का सेपरेशन क्या होना चाहिए जिसे हम इस प्रिज्म का उपयोग करके विभेद कर सकते हैं ताकि ख़ास तौर पर आप गणना कर सके इसलिए इस सारी जानकारी को जानने के लिए पहले हमें यह प्रयोग करना होगा अब प्रयोग क्या है प्रयोग में हमें प्रिज्म के कोण को मापना होगा ठीक है और हमें अलग अलग रंग के लिए तरंगदैर्ध्य के एक फलन के रूप में न्यूनतम विचलन को मापना होगा हमें न्यूनतम विचलन को मापना होगा ठीक है फिर बाकी चीज़ों की बस हमें गणना करनी है और हमें वक्र खींचना है और फिर शेष भाग विश्लेषण है प्रयोग बिल्कुल समान है जिस प्रयोग को हमने पिछली कक्षा में विचलन बनाम तरंगदैर्ध्य मापन में प्रदर्शित किया है उस स्थिति में भी हमें प्रिज्म के कोण के मापन की आवश्यकता है ठीक है यहाँ भी हम मापन कर रहे हैं अभी विचलन प्रिज्म को सोडियम लाइट की न्यूनतम विचलन स्थिति पर फिक्सिंग करके और प्रिज्म की उस स्थिति के लिए विभिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए विचलन क्या था वह विचलन हम माप रहें है वह न्यूनतम विचलन नहीं था इन दो प्रयोगों के बीच का केवल अंतर है कि उस प्रयोग का क्या जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की और यहाँ या L अपवर्तनांक बनाम तरंगदैर्ध्य यहाँ हम तरंगदैर्ध्य के फलन के रूप में विचलन को नहीं मापेंगे हर बार हमें प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिए न्यूनतम विचलन को मापना होगा तो यह अंतर है हम किन स्टेप का पालन करेंगे मुझे सोचता हूँ कि मैं सब कुछ विस्तार से नहीं दिखाऊंगा सर्वप्रथम यह हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है हम इस स्पेक्ट्रोमीटर से काफी परिचित हैं स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हुए हमने बहुत सारे प्रयोग किये हैं फिर से मुझे दोहराना है कि पहले आपको इस स्पिरिट लेवल का उपयोग कर यांत्रिक लेवलिंग करनी है इसे टेलीस्कोप पर रखना है और इसे सीधे इस तरह से लेना है फिर आप इन दोनों स्क्रू को एडजस्ट कर इसे क्षैतिज बनायें और फिर आप इस दूसरी दिशा को लेते हैं और इसे यहां रखते हैं और चेक करते हैं ठीक है इस दिशा में नहीं मुझे लगता है कि यह 180 डिग्री है यह 180 डिग्री पर होना चाहिए ठीक है इसलिए लगभग जितना संभव हो उतना इधर रखा जाए तो फिर से आप एडजस्ट करते हैं तो इस तरह से आप इसे कुछ बार करते हैं ठीक है और इसलिए यह आधार इसे क्षैतिज रख रहा है बस इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराए और फिर आप इसे यहां रख दें और आप इस हार्ड स्क्रू को एडजस्ट करें यहां हम एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह फिक्स्ड है और यह भी आप इसे यहां एडजस्ट कर सकते हैं इन दोनों का यह लेवलिंग स्क्रू यह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसे समानांतर बना सकते हैं अंत में यहां इसे समानांतर बनाने के लिए आप इन दो को एडजस्ट कर सकते हैं शुरू में आपको इस तीसरे का उपयोग करना चाहिए लेकिन इसका नहीं इस केस में यह फिक्स्ड है तो इन दो का उपयोग करें और आप इन दो स्क्रू का उपयोग इसे समानांतर बनाने में करते हैं इसी तरह प्रिज्म टेबल आप इसे समानांतर बनाएँगे ठीक है इसे समानांतर रखने के लिए इन दो स्क्रू को एडजस्ट करेंगे और फिर इसे लंबवत रखेंगे तीसरा जिसे आप एडजस्ट करते हैं वह इसे समानांतर बनाता है ठीक है तो ये यांत्रिक लेवलिंग हैं जो आपको करनी है और फिर आगे आपको प्रिज्म को रखना है ठीक है और फिर प्रिज्म से दोनों तरफ से परावर्तन लेना है और आप टेलीस्कोप को इस तरफ ले जाएं और देखें कि दोनों तरफ से यह इमेज आपको दृश्य क्षेत्र के केंद्र में मिल रही है या नहीं दूसरी साइड भी इसकी जांच करते हैं यदि नहीं मिल रही है तो आपको इन तीन स्क्रू का उपयोग करना चाहिए ताकि इमेज को क्षेत्र के केंद्र में लाया जा सके इसे ही ऑप्टिकल लेवलिंग कहा जाता है और इस ऑप्टिकल लेवलिंग की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि कभी कभी प्रिज्म के मामले में ऐसा होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब आप ग्रेटिंग का उपयोग करेंगे तो आमतौर पर इस ग्रेटिंग में क्या होगा इसमें यह सतह शायद पूरी तरह से क्षैतिज नहीं है इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है या प्रिज्म भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है इसलिए इस ऑप्टिकल लेवलिंग की आवश्यकता होती है आगे दो वर्नियर वर्नियर 1 और वर्नियर 2 वर्नियर स्थिरांक का पता लगाएं लिख लें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप इस टेलीस्कोप को घुमाते हैं तो क्या होता है आपकी रीडिंग बदल जायेगी क्योंकि यह सर्कुलर स्केल घूम रहा है और यदि आप इसको घुमाते हैं क्या यह वर्नियर इसके साथ जुड़ा हुआ है इसलिए प्रिज़्म टेबल और साथ ही वर्नियर दोनों घूम जाएंगे आपकी रीडिंग बिना रोटेटिंग वर्नियर को घुमाये बदल जायेगी साथ ही आप केवल प्रिज्म को भी बदल सकते है इसको घुमाते हुए जो मैंने पहले ही आपको दिखाया ठीक है अभी आप इसे इस तरह घुमाते हैं कि आप रीडिंग नहीं बदलेंगे प्रिज्म के घूमने के कारण आपकी रीडिंग नहीं बदलती है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप रीडिंग लेने जा रहे हैं हम में से अधिकांश यह गलती करते हैं हम इसे घुमाते हैं रीडिंग बदल जाती है आप पाते हैं कि आप रीडिंग के उस परिवर्तन को लेने के इच्छुक हैं लेकिन क्या हम जानबूझकर इस का उपयोग करके प्रिज्म को घुमाते हैं सोचते हैं कि यह है हाँ इस का उपयोग करते हुए अनजाने में आप रीडिंग बदल रहे हैं ठीक है इसलिए यह आपको त्रुटि देगा जो हम नहीं चाहते हैं हम आपतन कोण इत्यादि को बदलना चाहते हैं इसलिए हम केवल इसको ही घुमाएंगेठीक है इसका मतलब है कि मैं इस प्रिज्म के घूमने के कारण नहीं बदल रहा हूं मैं रीडिंग नहीं बदल रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके यह प्रयोग करने जा रहे हैं मैं इसे दोहराता हूं पहले मैं अपने द्वारा बताए गए सभी काम करूंगा और अब मैं इसे भी दोहराता हूं इस प्रिज़्म प्रयोग या ग्रेटिंग प्रयोग के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत की ज़रूरत है कि जिस भी सिद्धांत का हम उपयोग करेंगे उसकी मांग है कि ये समानांतर किरणें प्रिज्म या ग्रेटिंग पर गिरे और इसलिए अपवर्तन या परावर्तन या विक्षेपण के बाद जो भी किरणें हमें मिलेगी वह भी समानान्तर किरणों का समूह होंगी ठीक है समानांतर किरणों के समूह का मतलब है यह हो सकता है कि यह सेट अलग रंग के कारण है सेट अलग अलग विवर्तनिक कोण के कारण हो सकते है अब हमें इमेज को देखना है क्योंकि समानांतर किरणें विक्षेपण या परावर्तन के बाद आ रही हैं अब हमें इमेज को देखना होगा क्योंकि समानांतर किरणें के कारण यह इमेज अनंत पर मिलेगी लेकिन हमारे प्रयोगशाला स्थान में बनाने के लिए इस टेलीस्कोप का उपयोग करें टेलीस्कोप में क्या चीजें हैं मैंने बताया एक लेंस है फोकल दूरी पर हम स्क्रीन रखते हैं इस केस में स्क्रीन क्रॉस वायर पर है यहां जो कुछ भी मूव होगा उससे क्रॉस वायर मूव होगा अब क्रॉस वायर देखने के लिए हम आईपीस का उपयोग कर रहे हैं क्रॉस वायर को बदले बिना यहां आईपीस हम केवल आईपीस की स्थिति को बदल सकते हैं प्रारंभ में हमारे पास वह क्रॉस वायर है मुझे इसे आईपीस के फोकल बिंदु पर रखना होगा अब इस आईपीस और क्रॉस वायर को एक साथ इस टेलीस्कोप लेंस के फोकल बिंदु पर रखने के लिए हम इसे मूव करा सकते हैं फिर आप क्रॉस वायर पर इमेज बनाएँगे और हम उसको देख पाएंगे और यहाँ वहां भी लेंस है और यह स्रोत है लेकिन हमारे प्रयोग के लिए हम एक स्लिट स्रोत लेते हैं उस स्लिट स्रोत की स्थिति को हम इसका उपयोग करके बदल सकते हैं और यहाँ स्लिट स्रोत को इसे हमें लेंस के फोकल बिंदु पर रखना होगा ठीक है फिर हमें समानांतर किरणें मिलेंगी शूस्टर की विधि का उपयोग करते हुए आप वह कर सकते हैं जो प्रयोग शुरू करने से पहले अनिवार्य होना चाहिए और एक और तरीका मैंने कहा कि हमें दूर की वस्तु पर फोकस करने दें इसे दूर की वस्तु पर शार्प करें इसका मतलब है कि जैसे दूर की वस्तु से समानांतर किरणें आ रही हैं समानांतर किरणें आ रही हैं और फोकस बिंदु पर मिल रही हैं अर्थात क्रॉस वायर पर और हम उसे देख सकते हैं इस तरह हम इस क्रॉस वायर को लेंस के फोकस बिंदु पर रखते हैं अब आप स्रोत स्लिट को देखते हैं जब आप स्रोत स्लिट को देखते हैं आप को वह इमेज दिखेगी आप क्रॉस वायर पर स्रोत स्लिट देख रहे हैं यह नहीं है यह विक्षेपित है समानांतर किरणें नहीं आ रही हैं क्योंकि यह समानांतर किरणों के लिए सेट किया जाना है अब आप इसे बदलते हैं यह एक शार्प इमेज बनाता है इसका मतलब है कि आप इस लेंस के फोकस बिंदु पर इस स्लिट को रख रहे हैं आप इस विधि का भी पालन कर सकते हैं अब इस प्रयोग के लिए पहले सोडियम लाइट का उपयोग करके आप सीधी किरणों को मापते हैं आपको इन स्टेप्स का पालन करना होगा वर्नियर स्थिरांक को पढ़ने के बाद इन वर्नियर स्थिरांक को लिख लें सीधी किरणों के लिए रीडिंग कैसे लें वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से रीडिंग कैसे लें मैंने पहले ही टेबल दिखाया है बस यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ तो ये सीधी किरणों के लिए रीडिंग है ठीक है अब ज्ञात तरंगदैर्ध्य के लिए न्यूनतम विचलन के लिए रीडिंग मतलब डेल्टा लैंबडा बनाम लैंबडा मैं सोचता हूं इस प्रयोग को करने से पहले हमें प्रिज्म कोण के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए इस सोडियम लाइट का उपयोग करके आप प्रिज्म कोण को मापते हैं कैसे मापते है हमने पूर्व में ही व्याख्या की है इस सतह से परावर्तन लें कर आप दोनों वर्नियर में रीडिंग लेते हैं और इन दोनों रीडिंग के अंतर से दो तरीकों से निकलेंगे यह शीर्ष है इस प्रिज्म कोण का दोगुना इसका आधा हिस्सा आपको उस प्रिज्म का कोण देगा जो हमें करना है फिर हम न्यूनतम विचलन पर आते हैं दूसरे के लिए यहाँ मेरे पास एक स्रोत है मैंने सिर्फ सोडियम स्रोत को रेप्लसेड किया है मैं सोडियम स्रोत को बदल दूंगा मुझे लगता है कि हमें इसे यहां ले जाना है हां और इसे रख देना है मुझे लगता है कि पिछली बार से यह मरकरी सोर्स है हां मरकरी सोर्स अब इस स्रोत का उपयोग डेल्टा लैम्ब्डा प्रयोग के लिए किया जाता है यहाँ भी मुझे देखना है मैं प्रिज्म को बाहर निकालूंगा ठीक है इसे सही तरीके से रखा गया है या नहीं मुझे लगता है कि अभी मैं हाँ मैं वह देख सकता हूं हां अच्छा है मैंने इस विधि का वर्णन किया है लेकिन समानांतर किरणों के लिए यह एडजस्टमेंट हो गया है अब मैं इस श्वेत प्रकाश को देख सकता हूं अब यदि आप प्रिज्म को न्यूनतम विचलन के लिए रखते हैं तो कैसे रखना है आपको कैसे पता चलेगा इसलिए इस आधार को हम कॉलीमटोर के लगभग समानांतर रखेंगे चूँकि हमने वर्नियर की इस स्थिति के लिए डायरेक्ट रीडिंग देखी है अब न्यूनतम विचलन के लिए मैं रीडिंग लूंगा अब डायरेक्ट रीडिंग से और न्यूनतम विचलन की इस स्थिति में रीडिंग से मुझे यहाँ विचलन मिलेंगे महत्वपूर्ण यह है कि यह वर्नियर मुझे नहीं घुमाना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे केवल वर्नियर को घुमाए बिना प्रिज्म को घुमाना चाहिए और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए न्यूनतम विचलन स्थिति का पता लगाना चाहिए हां मुझे यह मिला है हां लेकिन यह न्यूनतम स्थिति नहीं है हां यहां यह न्यूनतम स्थिति है मैं देख सकता हूं कि यह न्यूनतम विचलन स्थिति है फिर मैं इसे रखूँगा हां मुझे यह मिल गया है मुझे हरा रंग प्राप्त हो रहा है फिर पीला फिर नारंगी हां और फिर बैंगनी भी ये दो दूर हैं ठीक है मुझे बैंगनी रंग प्राप्त हो रहा है अब मैं एक बैंगनी रंग सेट करता हूं ठीक है यह काफी दूर है पहले मैंने जो न्यूनतम विचलन देखा है हरे रंग के लिए है वो बहुत पास हैं हरे रंग का प्रकाश और यह पीला प्रकाश ठीक है इसलिए अब यह विचलन तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है मुझे सेट करना है मुझे करीब जाना है मुझे इस टेलीस्कोप या क्रॉस वायर को रंग के करीब सेट करना है और फिर मुझे प्रिज्म को घुमाना है केवल प्रिज्म को वर्नियर को नहीं है और फिर उस रंग के लिए न्यूनतम विचलन स्थिति का पता लगाना है अब मुझे देखने दें कि क्या यह न्यूनतम स्थिति में है नहीं यह न्यूनतम स्थिति में नहीं है यह है यह बैंगनी रंग की न्यूनतम स्थिति है आपको पता है यह अंतर है मुझे न्यूनतम विचलन की स्थिति निर्धारित करने के लिए इसको घुमाना होगा हाँ अब यह वायलेट रंग के लिए न्यूनतम विचलन स्थिति है मुझे वायलेट रंग के लिए इस न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए रीडिंग लेनी होगी रीडिंग लें जैसा कि मैंने हर बार बताया कि हम तीन रीडिंग लेते हैं और फिर औसत मैंने आपको एक तालिका दिखाई है आप विभिन्न टेबल का उपयोग करेंगे पहले हमने लिखा कि न्यूनतम विचलन स्थिति न्यूनतम विचलन स्थिति नहीं ज्ञात प्रकाश के विचलन के लिए रीडिंग अब यहां आपको न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए रीडिंग लिखनी है ज्ञात लाइनों की न्यूनतम विचलन स्थिति के लिए रीडिंग यह अंतर है ठीक है आप उसी टेबल का आप उपयोग करेंगे आप देखेंगे कि यह बैंगनी रंग है मैंने कहा है अब वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए तरंग दैर्ध्य क्या है जो हमें चार्ट से पता लगाना है रीडिंग लें और विचलन का पता लगाएं यहाँ लिखा है m यह m होगा आपको विभिन्न रंगों के लिए न्यूनतम विचलन पता चलेगा आपको पता लगाना होगा अगले न्यूनतम विचलन की स्थिति मेरे पास है इसलिए यह वायलेट रंग पर सेट है अब मुझे लगता है कि मैं हरे रंग के लिए जाऊंगा हां हरा रंग ठीक है यह न्यूनतम विचलन की स्थिति मुझे दिखती है मैं इसको घुमाता हूँ आप देखते हैं कि न्यूनतम विचलन स्थिति बैंगनी रंग और हरे रंग के लिए समान नहीं है मुझे इसको घुमाना है हरे रंग पर सेट करना है अब मुझे इसे करने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना होगा हां इसलिए अब यह हरे रंग के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति है रीडिंग लें ताकि आप लिख सकें इसी तरह अन्य तीन रंगों के लिए यहां मैं पीला और यह अन्य नारंगी रंग देख सकता हूं मैं अगले पर जाऊंगा हां लेकिन वे बहुत करीब हैं इनमें बहुत अंतर नहीं होगा लेकिन थोड़ा अंतर होगा हमें इसका उपयोग करना है ठीक है इसका फाइन वन का उपयोग करना होगा एडजस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि यह नहीं है हाँ न्यूनतम विचलन का मामूली परिवर्तन तो इस तरह ज्ञात तरंगदैर्ध्य के विभिन्न रंगों के लिए हम इस न्यूनतम विचलन का पता लगाएंगे हम समान टेबल का उपयोग करने जा रहे हैं अब आप जानते हैं अब इस केस में यह होगा सही मैं उसी तालिका को दिखा रहा हूं जिसे मैंने पिछले प्रयोग में काम में लिया था मैंने क्या अंतर बताया है कि मुझे बनाम तरंगदैर्ध्य मालूम है ठीक है मैं जानता हूं मैं क्या जानता हूँ प्रिज्म कोण ऐसा मैं सोचता हूँ ठीक है तो वह टेबल यहां नहीं है मैं प्रिज्म के कोण को भी जानता हूँ अब प्रत्येक विचलन के लिए प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के लिए प्रत्येक न्यूनतम विचलन के लिए औसत की गणना करेंगे ठीक है औसत की गणना करेंगे तरंगदैर्ध्य के एक फलन के रूप में अब मुझे प्लाट करना है मैं सोचता हूँ कि मैंने प्लाट नहीं किया है डेल्टा के एक फलन के रूप में की गणना करें उससे उस सूत्र का उपयोग करने से कौन सा सूत्र वह सूत्र है sin Am2 sin अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए आप गणना करते हैं अब आप " बनाम " तरंगदैर्ध्य प्लाट करते हैं आपको इस प्रकार का मिलेगा क्या मुझे लिखना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ तब आप को तरंगदैर्ध्य के एक फलन के रूप में प्लॉट करते हैं आपको इस प्रकार का कर्व मिलेगा इन विक्षेपण वक्र का डेटा प्लॉट करें तो अब विक्षेपण वक्र से आपको dd का पता चलता है जो कि विक्षेपण क्षमता है आप अलग अलग तरंगदैर्ध्य पर विक्षेपण क्षमता की गणना करते हैं विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर विक्षेपण क्षमता की गणना आप कर सकते हैं dd द्वारा गणना कैसे करें इसके लिए हमें एक विशेष तरंगदैर्ध्य पर एक स्पर्श रेखा लेनी होगी यह सब d होगा और यह d होगा ठीक है इस तरंगदैर्ध्य के लिए dd अलग अलग बिंदुओं के लिए आप dd बनाम लैम्ब्डा सही वह आप इस वक्र से पता लगा सकते हैं स्वयं इसी लैम्ब्डा पर तो अभी इस पर एक स्पर्श रेखा यहाँ एक स्पर्श रेखा बनाएँ यह यह सिर्फ इसे बीच में रखेगा आप इस dd को लेते हैं इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं इसके अलावा एक औसत तरंगदैर्ध्य की विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र ओमेगा का उपयोग किया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया है अभी यह दो बिंदु ले लें आप दो बिंदु ले सकते हैं यह 2 है यह 1 है औसत है 212 ठीक है इस फार्मूला का उपयोग करके भी आप विक्षेपण क्षमता का पता लगा सकते हैं और आमतौर पर यह विक्षेपण क्षमता आप देख सकते हैं यहाँ पर के मान के बारे में क्या इस की संगत तरंगदैर्ध्य क्या है इसलिए यह विक्षेपण क्षमता इस तरंगदैर्ध्य पर है अब dd बनाम लैम्ब्डा आपके पास है अब आप कर सकते हैं ठीक है इसकी प्लॉटिंग से पहले आप इस एक और चीज की पूर्ति कर सकते हैं मैंने बनाम प्लॉट किया है इसके अलावा मुझे कॉची के नियम Cauchys law को सत्यापित करने के लिए बनाम 12को प्लॉट करना चाहिए कॉची का नियम Cauchys law AB2 है इसलिए यह ymxc के तरह का सम्बन्ध है यहाँ x 12है y है आपको इस तरह की एक सीधी रेखा मिलेगी या आपको जो भी मिलेगा अब यह c यहाँ यह मूल रूप से 'A' है प्रतिच्छेदन से आपको क्या मिलेगा प्रतिच्छेदन से आपको 'A' का मान मिलेगा और ढलान से आपको 'B' मिलेगा इस वक्र के ढलान से तो ढलान का पता कैसे लगाएं आप जानते हैं कि इस वक्र के ढलान से आपको तरंगदैर्ध्य मिलेगा और यदि यह सीधी रेखा है बनाम 12 अगर यह सीधी रेखा है तो कॉची का संबंध Cauchy's relation सत्यापित है और यहां से आप आसानी से 'A' का मान और "B' का मान का पता लगा सकते हैं इसके बाद आप dd बनाम को प्लॉट करते हैं यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसका पता लगा सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं अब आप इसे dd बनाम को प्लॉट करते हैं जब आप प्लॉट करते हैं तब आप देखेंगे कि यह एक वक्र है मुझे लगता है कि यह सीधी रेखा नहीं है ठीक है लेकिन जैसा कि मैंने यहां उल्लेख किया है dd 2B3 के बराबर है यदि आप dd को 13 के फलन के रूप में प्लॉट करते हैं ठीक है तो आप देखेंगे कि यह एक सीधी रेखा है ठीक है ymxc c मूलतः शून्य है और m 2Bके बराबर है तो आप देखेंगे कि आपको एक सीधी रेखा मिल जाएगी यहाँ हम दिखा रहे हैं कि विक्षेपण क्षमता तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करती है और कैसे निर्भर करती है यह निर्भरता है और फिर विभेदन क्षमता इसलिए dd एक विशेष तरंगदैर्ध्य पर है आप इस वक्र से पता लगा सकते हैं अब आप आधार लंबाई के साथ गुणा करते हैं तो आपको प्रिज्म की विभेदन क्षमता मिलेगी और यदि आपको मालूम है तो आप d या का पता लगा सकते हैं और फिर आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर 20 एंग्स्ट्रॉम है इसका मतलब है कि यह प्रिज्म केवल 20 एंगस्ट्रॉम को विभेद कर सकता है केवल दो तरंग दो तरंगदैर्ध्य या दो प्रकाश तरंग जिनकी तरंगदैर्ध्य 20 एंगस्ट्रॉम से अधिक है ठीक है अधिक या बराबर 20 एंगस्ट्रॉम के जैसे सोडियम डी लाइन्स इसकी दो लाइनें D1 और D2 हैं जिनकी तरंगदैर्ध्य का अंतर 6 एंगस्ट्रॉम है यदि विभेदन क्षमता यहाँ है अगर आपको यह 20 एंगस्ट्रॉम मिलता है तो इस प्रिज्म का उपयोग करते हुए आप सोडियम D लाइनों को विभेद नहीं कर सकते हैं आप प्रिज्म की विभेदन क्षमता की गणना कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छे प्रयोग हैं वास्तव में पिछले प्रयोग के समान ही है थोड़ा सा अंतर है जिसका कि मैंने उल्लेख किया है इसके अलावा मुख्य रूप से एक प्रिज्म के बहुत दिलचस्प मापदंडों का विश्लेषण और पता लगाना है मुझे लगता है कि मैं यहां रुकूंगा आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद